मानव संसाधन प्रबंधन के इस सत्र में पुनः स्वागत है हम संगठित श्रम के बारे में बात कर रहे थे अब हम आगे बढ़ते हैं विषय है श्रम संबंधों के प्रबंधन की प्रक्रिया हमने संगठित श्रम तथा श्रम संबंधों के अर्थ मायने क्या है के बारे में बात की है तोहम आगे बढ़ते हैं पुनः स्रोतयह दो पुस्तकें हैं जिनका मैंने उपयोग किया है संघ का आयोजन व्यवस्थापन पिछले व्याख्यान में हमने हमने तीन प्रकार के श्रम संबंधों के प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में बात की थी मैंने उनके नाम दिए थे मैंने आपको नहीं बताया वह क्या थे मैंने आपको बताया कि श्रम संबंधों की प्रक्रिया को प्रबंधित करने के तीन रास्ते हैं तो उनमें से एक संघ की संगठन है संघ व्यवस्थापन की प्रक्रिया तभी होती है जब कर्मचारीगण संघ के साथ काम करते हुए खुद को एक सामंजस्यपूर्णसमूह का निर्माण करते हैं जब संगठनों जब कर्मचारीगण इकट्ठा होकर संघों का निर्माण करते हैं जब आप जानते हैं यह संगठित श्रम है यह कर्मचारियों का सामूहिक रूप से एकत्रित होकर समूह संघ का निर्माण करना है तो इन विषयों के संबंध में संघ का आग्रह है जब लोग संघ का निर्माण करते हैं उनकी इच्छा होती है वे उनके संघ की निर्माण की आवश्यकता को विज्ञापित करते हैं वे सदस्यता के लिए आग्रह करते हैं लोगों से कहते हैं कि हम संघ का निर्माण करने जा रहे हैं इसीलिए आपके आने तथा शामिल होने की आवश्यकता है यह कार्यसूची है ऐसी कारण हम इकट्ठा एकत्रित हो रहे हैं यह वह है जिसका समाधान नहीं हो रहा है इसीलिए संघ के आग्रह का अभिप्राय सदस्यों आना तथा संघ में शामिल होना है इसका दूसरा भाग चुनाव के पूर्व संघ के निर्माण के लिए संगठन का आचरण क्रियाकलाप है अब जब संघ का निर्माण होने जा रहा है संगठन शायद असहज महसूस करें और वे शायद कुछ करें अगर उनके पास संघ की स्वीकार्यता की रणनीति है तब अच्छा है लेकिन यदि वे डरते हैं कि यूनियन शायद कुछ कर सकता है या यूनियन का निर्माण क्यों हो रहा है तब कुछ चीजें हो सकती है वहां इन चीजों के होने की संभावना होती है काफी चीजें हो सकती है संगठन शायद कर्मचारियों को डरा सकता है संगठन शायद कहे ठीक है यदि आप यूनियन बनाते हैं हम आपको देख लेंगे हम आपको नौकरी से निकाल देंगे अगर आप यूनियन बनाते हैं तो वहां धमकी है तो हम आपको यह लाभ या वह लाभ नहीं देंगे आप जानते हैं आप वहां कुछ नकारात्मक सुदृढ़ीकरण की संभावना का अनुभव करते हैं वहां प्रतिकूल प्रभाव की संभावना है ठीक है तब वहां डराया भयभीत किया जाता है डराने भयभीत करने का मतलब है कि कोई आपको मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कोई आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जानते हैं आपका यूनियन नहीं बचेगा तो किसी को डराने भयभीत करने का अर्थ धमकाने से थोड़ा भिन्न है धमकाने का मतलब वहां परिणाम अत्यंत खतरनाक है डरानेभयभीत करने का मतलब है कि कोई आपसे कहता है कि यूनियन बहुत मामूली बात है जिससे कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आएगा संगठन बहुत बड़ा है और लोग असमंजस आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यदि यूनियन बना तो क्या होगा तो आप कहेंगे कि संगठन काफी बड़ा है और आपसे बात कर सकता है हम नहीं जानते क्या यह शायद कुछ कर सकता है शायद यह कुछ नहीं कर सकता है इसीलिए आप भयभीत महसूस करेंगे आप किसी प्रकार का दबाव मे होने का अनुभव करेंगे यदि संगठन को कर्मचारियों के एकत्रित होने जानकारी होती है वह यूनियन के प्रतिस्थापन की रणनीति के लिए जा सकता है तब वहां वादे हो सकते है वे आपके कर्मचारियों को यूनियन के निर्माण से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं वे प्रलोभन देखकर वादा कर्मचारियों को यूनियन ना बनाने के लिए समझाने की कोशिश करेंगे उन्हें वादा करेंगे कुछ निश्चित चीजें निश्चित लाभ निश्चित सकारात्मक सुदृढ़ीकरण दूसरी चीज जो शायद संगठन जो कर सकते हैं हो सकता है बैठकों की निगरानी वे उन बैठकों की जासूसी करने का फैसला कर सकते हैं जो कर्मचारियों द्वारा आयोजित की गई हैं जो एक संघ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब ये सारी चीजें जहां आप रहते हैं वहां के कानून के अनुसार है कानूनी है या नहीं इसकी जांच आपको करनी पड़ेगी जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के कानून के साथ शायद देश के कानून के साथ भी तो मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं लेकिन वहां काफी कम अतिसूक्ष्म अंतर हैक्या कानूनी है क्या नहीं मेरा मतलब है इस परिस्थितिमामला की कानून में अतिसूक्ष्म व्याख्या है इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कानून को जाने या ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो इन सभी विषयों के बारे में कानून जानता हो यदि संगठन कुछ करने का प्रयास करता है या यदि आपका संगठन यूनियन के निर्माण में प्रतिक्रिया का प्रयास करता है तब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कानूनी कदम ले सकते हैं इसका दूसरा पक्ष या अन्य विषय यूनियन के निर्माण में उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करनाकौन मत दे सकता है यूनियन के पद धारी अधिकारी पक्ष में या रूप में तो आप शायद यह निर्णय करें कि अस्थाई कामगार संगठन का सदस्य हो सकता है यूनियन का सदस्य हो सकता है जिसका मतलब है कि अस्थाई कामगार के हितों की रक्षा यूनियन करेगा लेकिन अस्थाई कामगार यूनियन का अध्यक्ष या सचिव या पदाधिकारी नहीं हो सकता है इसीलिए आप ऐसे कुछ निर्णय ले सकते हैं यह आपके लिए सही हो सकता है कि एक अस्थाई कामगार यूनियन का अध्यक्ष हो यह अच्छा है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह शायद सही नहीं है तो आप शायद कहीं कोई भी जो संगठन में 5 साल 10 साल या 20 साल से काम किया हो वह यूनियन का नेतृत्व करने के लिए मुकाबला कर सकता है लेकिन जो यूनियन में शामिल होना चाहता हैहर किसी के हितों को प्रस्तुत किया जाएगा चाहे वे पदाधिकारी हो या नहीं इसीलिए कौन इस यूनियन के पदाधिकारी बन सकते हैं या बनने की क्षमता है इसका निर्णय आपको करने की आवश्यकता है या यूनियन के सदस्यों को निर्णय करने की आवश्यकता है श्रम संबंधों तक पहुंचने का अन्य रास्ता सामूहिक सौदेबाजी सौदाकारी हो सकता है सामूहिक सौदेबाजी सौदाकारी मे शामिल है नियोक्ता तथा कर्मचारियों के समूह के बीच का मोल भावजिससे नियुक्ति की शर्तों का निर्णय करते हैं सामूहिक सौदेबाजी सौदाकारी जिसके लिए यूनियन का निर्माण हुआ है चलिए इस शब्द को दो शब्दों में विभाजित करते है यह वाक्यांश यह शब्द दो शब्दों में सामूहिक तो लोग एकत्रित होकर और सौदेबाजी सौदाकारी तब चीजों को को पूरा करने के लिए सामूहिक इकाई के पक्ष में मोलभाव करते हैं और जब हम यूनियन के बारे में बात करते हैं जब हम श्रम संबंधों के बारे में बात करते हैं जब हम श्रम समूह के बारे में बात करते हैं श्रम समूहों का प्राथमिक संबंध नियुक्ति की शर्तों का निर्धारण करना है न्यायसंगत नियुक्ति की शर्तों को सुनिश्चित करनासुनिश्चित करना कि नियुक्ति की शर्तें सभी कर्मचारियों के लिए सहज है इनमें कुछ विषय हैं एक है सौदेबाजी का व्यवहार नेकनियत सौदेबाजी सौदाकारी का अर्थ है दूसरे पक्ष के साथ यथोचित व्यवहार करना तब भी जब असहमति उत्पन्न हो इसका मतलब है कि यदि कोई आकर कहे आप मेज के पार बैठे हो वहां संगठन के कुछ प्रतिनिधि हैं और वहां यूनियन के कुछ प्रतिनिधि हैं और आप साथ में बैठे हो और उदाहरण के तौर पर आप कहते हो हम किफायती आवास चाहते हैं हम चाहते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के पास कारखाने के आसपास रहने की जगह हो इसीलिए यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि कारखाना जहां हम काम कर रहे हैं उसके के निकट हमारे रहने योग्य घर उपलब्ध करवाए और कारखाने का मालिक कहता है हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है और यूनियन के सदस्य कहते हैं हम इसकी परवाहचिंता नहीं करते हैं हम इतनी दूर से आते हैं यह बहुत खतरनाक जगह है हम काम करते हैं हमारी पाली 8 घंटों की है कभी हम रात के 1000 बजे से सुबह 600 बजे तक काम करते हैं हमें सोने के लिए जगह की आवश्यकता है आपको हमारे परिवारों के लिए हमारे निकट व्यवस्था करनी होगी वे लोग कहते हैं लेकिन यहां तो जगह ही नहीं है हमारे पास जमीन नहीं है इसीलिए आप जानते हो तो मेरा मतलब है यह आगे पीछे होता रहता है और वहां गतिरोध है वहां कठिनाई है जैसा हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे और आप ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से चर्चा आगे नहीं जा सकता है और दोनों ही सही हैं इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उठे और दूसरे को पीट दे आप कहेंगे ठीक है हम असहमत होने के लिए सहमत हैं और चलिए हम संयुक्त रूप से समाधान ढूंढते हैं तो इसे नेकनियत सौदेबाजी सौदाकारी कहा जाता है दूसरे पक्ष के भी दृष्टिकोण को जानते समझते हुए असहमति के लिए सहमति और आप कहेंगे ठीक है आप हमसे सहमत नहीं हैं अच्छा है हम आपको सहमत करने का दूसरा रास्ता ढूंढेंगे लेकिन हम हिंसक नहीं होने जा रहे हैं हम आक्रमक नहीं होंगे हम गालियाँ देते नहीं हम व्यक्तिगत नहीं होंगे इसीलिए इसे नेकनियत सौदेबाजी सौदाकारी कहा जाता है आप सौदेबाजी करते हैं आप मोलभाव करते हैं आप बहस करते हैं आप केवल तार्किक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं यहां दूसरा विषय है रणनीति का उपयोग करते हुए सौदेबाजी सौदाकारी की शक्ति है आप किस प्रकार की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं विभाजित करने वाला या एकीकृत करने वाला और हम 1 मिनट इसके बारे में चर्चा करेंगे इससे अच्छे परिणाम प्राप्त करने की संभावना है इसीलिए कौन सी रणनीति का हम उपयोग करेंगे यहां दूसरा सौदेबाजी विषय है आप क्या बात करते हैं यह आदर्श है यह हमेशा मददगार होता हैउन विषयों बारे में बात करना जो दोनों कर्मचारियों तथा संगठन के लिए महत्वपूर्ण है मुख्यतः वेतन कार्य की अवधि तथा नियुक्ति की शर्तें अगर आप इन मुद्दों के बारे में बात नहीं करते हैं तब शायद इन विषयों को किसी अन्य विषय को कर्मचारियों के यूनियन तथा संगठन में चर्चा के लिए इन्हें पर्याप्त गंभीरता नहीं समझा जाए या पर्याप्त उचित न माना जाए सौदेबाजी सौदाकारी में गतिरोध गतिरोध बंद गली है या वैसे जो अनसुलझी समस्या हों आप ऐसे जगह पर पहुंच गए हैं यहां आगे रास्ता बंद है आप बंद गली में पहुंच गए हैं आप कहते हैं आप ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां दोनों पक्ष आगे मोलभाव नहीं कर सकते ऐसी स्थिति को गतिरोध कहते हैं ठीक है लेकिन इसकी वर्तनीIM PAS E है सौदेबाजी के शिष्टाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप किसी के साथ सौदेबाजी सौदाकारी करते हैंआपको दूसरे पक्ष के साथ अवश्य ही विनम्रता दिखलाएं यूनियन के प्रतिनिधि आते हैं मैच की दूसरी तरफ बैठते हैं उन्हें पानी का ग्लास दे चाय के लिए पूछे नाश्ते की पेशकश करें और कहें आज ठंड है चलिए हम सब एक कप चाय लेते और तब हम इन विषयों पर बातचीत करते हैं आप जानते हैं कम से कम आप अवश्य एक दूसरे साथ आदर से व्यवहार करें और मैं कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग करने जा रही हूँ यह शायद उनके लिए नहीं है जो नहीं समझते हैं शायद बहुत अधिक महत्व नहीं रखता हो लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि भारत मे बहुत सारे बड़ी संख्या में श्रोता जो मैं कह रही हूँ उसका अनुसरण करेंगे तो मैं कुछ हिंदी शब्दों का उपयोग छूट लेने जा रही हूँ इसका मतलब है कि आप तू शब्द का प्रयोग ना करें आप जानते हैं हिंदी में दूसरे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए तीन रास्ते हैं यह है तूतुमऔर आप इसीलिए जब "आप "का प्रयोग किया जाए जो को संबोधित करने के लिए कि सबसे अधिक औपचारिकसबसे अधिक आदर पूर्ण है आप ऐसा मत कहिए आपकी बात हम नहीं मान सकते आप जानते हैं तो कृपया ऐसा ना कहें आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए हम आपकी बात नहीं सुन सकते हैं लेकिन कभी भी "तू" के स्तर तक नीचे नहीं जाएँ यह बहुत असभ्य और बहुत अभद्र हो जाएगा "तू" बहुत अनौपचारिक है कभी कभी 'तू' शब्द का प्रयोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहा जाता है दूसरे सौदेबाजी सौदाकारी पक्ष के लिए अनुकूल माहौल बनाए आप उन्हें जानने दे कि आप समझते हैं वे कहां से आए कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में यह हमेशा सहयोगी होता है कि आप संगठन को समझने दे कि आप उस कारखाना को जो आपके जीविकोपार्जन का स्रोत है उसे जलाने नहीं निकले है यह आपको धन दे रहा है जो आप के अस्तित्व के लिए आवश्यक है आप यहां कुछ तोड़ने के लिए नहीं आए हैं आप सिर्फ यह देखना चाहते हो कि कहां से सर्वाधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है लेकिन आप किसी चीज को तोड़ने के लिए नहीं निकले आप अवश्य ही मित्रतापूर्ण हो एक दूसरे की दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें दल की एकता बनाए रखें तो आप अवश्य ही अपने दल की विश्वसनीयता बनाए रखें आपको पता होना चाहिए कि आप किसके पक्ष में हैं और आपके पास एक ही आवाज़ होनी चाहिए अगर वहां छह लोग यूनियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सभी छह लोग एक पक्ष में होने चाहिए छह लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैंसभी छह लोग बंधन के पक्ष में होने चाहिए जिस क्षण अब अपना पक्ष बदलते हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपको दूसरे पक्ष से सहमत नहीं होना चाहिए जब निर्णय की बात आती है तोठीक है हम अपने दल से विचार विमर्श करेंगे ऐसा कहना हमेशा मदद करता है एक निर्णय लेना कि हमारा दल इसके साथ सहमत नहीं है के बजाय हम आपस में चर्चा करेंगे और आपके पास वापस आएँगे कठिन सौदेबाजी सौदाकारी के विषयों से निपटने के लिए मूल सिद्धांत निर्धारित कर ले जहां तक आवास का संबंध है आवास वेतन पैसा आप एक नौकरी से कितना पैसा बनातेकमाते हैं जहां तक वेतन का प्रश्न है कुछ नीतियों का होनाकुछ निर्धारित करना कुछ निर्णय करना हमेशा मदद करता है तोआप जानते हो जो आपको सक्षम करता है आपका कह सकते हो कि यह वही है जो हम इस नियम के अनुसार कर सकते हैं चलिए हम कुछ संख्या को देखते हैं चलिए हम स्प्रेडशीट को देखते हैं इसीलिए हमें हवा में बात करने की आवश्यकता नहीं है कृपया कुछ मूल सिद्धांत निर्धारित करें और तर्क के आधार पर इन विषयों को हल करें का निपटारा करें नकारात्मक भावनाओं को काबू में रखें हम सभी क्रोधित होते हैं हम सभी को उत्तेजित किया जा सकता है हम सभी महसूस करते हैं जैसे हमारा क्रोध बढ़ रहा है हमेशा हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है और कृपया मौन रहे शांति का अभ्यास करें जब आप क्या कहने जा रहे हैं उससे हो रही चर्चा में कोई अंतर नहीं पैदा करता है सौदेबाजी सौदाकारी की शक्ति हम सौदेबाजी सौदाकारी की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कुछ रणनीति है जिसका आप उपयोग करते हैं वितरणात्मक सौदेबाजी सौदाकारी जो केंद्रित होता है अपने समकक्ष को समझाने पर कि आपके साथ आपकी शर्तों के साथ असहमति की कीमत बहुत अधिक हो सकती है इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपसे असहमत है तो उसे हानि हो सकती है वितरणात्मक सौदेबाजी सौदाकारी मे एक पक्ष जीता है दूसरा पक्ष हारता है वहां किसी भी तरह से परस्पर लाभ हासिल नहीं कर सकते हैं इसीलिए एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है ठीक है श्रमिक मजदूर में वितरणात्मक सौदेबाजी सौदाकारी उपयोग करने प्रवृति होती है जब वे प्रबंधन को समझाने का प्रयास करते हैं कि वे लंबी हड़ताल जारी रखने में इच्छुक एवं सक्षम है यह कंपनी के लाभ को अधिक नुकसान पहुँचाएगा तथा प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कंपनी की स्थिति को कमजोर करेगा मजदूर यूनियन कहता है ठीक है यदि आप हमारे साथ सहमत नहीं हो तो हम हड़ताल पर जाएंगे बड़ी बात है लेकिन आप युहीं हवा में नहीं कह सकते हैं आप यह केवल तब कह सकते हो जब आप आश्वस्त है कि बिना किसी वेतन के लंबे समय तक आपके कर्मचारी अपने आप को संभाल पाएंगे प्रबंधन वितरणात्मक सौदेबाजी सौदाकारी उपयोग करने की प्रवृति होती है जब वे यूनियन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे लंबी हड़ताल यूनियन सदस्यों से बेहतर संभाल सकते हैं जिन्हें वेतन के बिना संभालना होगा इसीलिए आप कहते हैं हम हड़ताल पर जाएंगे प्रबंधन कहता है ठीक है अगर आप हड़ताल पर जाते हैं तो इससे मेरे मुनाफे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मैं खुद को बनाए रख सकता हूं कोई फरक नहीं है आप हड़ताल पर जा सकते हो हम अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर चले जाएंगे और तब वापस आएँगे जब आपका हड़ताल समाप्त हो जाएगा और जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आप काम पर वापस आने के लिए तैयार हो जाओगे उस समय यह आप की आवश्यकता होगीइसे ही वितरणात्मक सौदेबाजी सौदाकारी कहते हैं यूनियन के नेताओं द्वारा भी वितरणात्मक सौदेबाजी सौदाकारी की रणनीति अपनाई जा सकती है जब उन्हें विश्वास होता है कि यूनियन के सदस्य लंबी हड़ताल की कीमत के लिए इच्छुक है जिससे कमजोर कंपनी को कठोर आर्थिक नुकसान होने की संभावना है इसीलिए यूनियन सदस्यों को शायद यूनियन के नेताओं द्वारा लंबी हड़ताल पर जाने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं जब उन्हें यह विश्वास होता है कि वे अपने आप को संभालने में सक्षम होंगे एकीकृत सौदेबाजी सौदाकारी का संदर्भ अपने समकक्ष को समझाने पर केंद्रित है कि मोलभाव में आपके शर्तों पर सहमत होने से लाभ अधिक हो सकता है इसीलिए यह जीत की स्थिति को संदर्भित करता है अब जब वहां संभावना हो कि दोनों पक्ष एक दूसरे के लाभ के लिए सहमत हो तब हम एकीकृत सौदेबाजी सौदाकारी अपना सकते हैं कुछ दिशा निर्देश हैं हम दूसरे वार्ताकारों की वास्तविक आवश्यकता और लक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं हम सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की रचना करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से लाभान्वित होने जा रहे हैं हमेशा जितना संभव हो उतना संसाधनों तथा बाधाओं के बारे में सूचना साझा करना सहयोग करता है दोनों पक्षों को अपनी समानताओं पर बल तथा अपने बीच के अंतरअसमानताओं कम करें इसलिए कहिए ठीक है ये वो चीजें हैं जिन पर हम सहमत हैं तो चलिए हम इस खंड के आकार का विस्तार करने का प्रयास करते हैं दोनों पक्षों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को पूरा करने वाले समाधान की तलाश करते हैं इसीलिए समाधान को देखो आप अपने क्षेत्र के संभावित विकल्पों को बढ़ाने का प्रयास करें और बढ़ाएं आप अपने संभावित विकल्पों के विस्तार को बढ़ाने का करने का प्रयास करें और बढ़ाएं और कुछ समानताओं को ढूंढने की आवश्यकता है इसीलिए यदि आप साझा समाधान के विस्तार को बढ़ाते हैं यह हमेशा दोनों पक्षों को एकीकृत सौदेबाजी सौदाकारी का अभ्यास करने में मदद करेगा दूसरे वार्ताकार के प्रस्ताव का लचीला प्रतिक्रिया का विकास करें जब आप एकीकृत सौदेबाजी का प्रयास कर रहे हो तब किसी को बहुत अधिक सख्त नहीं होना चाहिए दूसरा पक्ष क्या कह रहा है उसके प्रति खुला होना हमेशा मदद करता है और इस समझौते से कोई क्या चाहता है थोड़ा सा लचीलापन कुछ विषय जिसके बारे में हम सौदेबाजी सौदाकारी करते हैं सौदेबाजी सौदाकारी के अनिवार्य विषय वह विषय हैं जिन्हें यूनियन तथा प्रबंधन दोनों संगठन के श्रम संबंधोंवेतन नियुक्ति की शर्तें इत्यादि के लिए मूल तत्व मानता है अनुमोदक सौदेबाजी के विषयों की चर्चा शायद सामूहिक सौदेबाजी के दौरान की जा सकती है अगर दोनों पक्ष ऐसा करने के लिए सहमत हो तो लेकिन कोई भी पक्ष इन विषयों पर चर्चा करने के लिए बाध्य नहीं है इसीलिए यदि मज़दूर यूनियन कहता है कि हम वेतन के बारे में बात करने को इच्छुक है तो यह एक विषय है जिसे संगठन मना नहीं कर सकता दूसरे तरफ यदि मज़दूर यूनियन लाभ के बारे में बात करता है वे कहते हैं हम लाभों के बारे में बात करने के इच्छुक है हम बोनस के बारे में बात करने की इच्छुक हैं संगठन कह सकता है हां हम बोनस के बारे में बात करेंगे सिर्फ आज नहीं चलिए हम इसके बारे में कुछ समय बाद बात करेंगे लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है जैसे नियुक्ति की शर्तें कार्यशाला में कठोर टोपी का होना आप जानते हैं रक्षक दस्ताने कार्यशाला में सुरक्षित उपकरणों का होना तब संगठन प्रबंधन ना नहीं कर सकता है गैर कानूनी सौदेबाजी के विषय वैसे विषय हैं जिसे कम से कम एक पक्ष उनके अधिकारों का हनन या उनके अस्तित्व पर खतरा मानता हो और जिसे कानून ने अनुचित श्रम अभ्यास निर्धारित किया हो इसीलिए पक्षपात भेदभाव यह सारे गैर कानूनी सौदेबाजी के विषय है जिसके बारे में मज़दूर यूनियन के माध्यम से किसी को बात नहीं करनी चाहिएवास्तव में आधिकारिक समायोजन में सौदेबाजी सौदाकारी मे गतिरोध यदि दोनों पक्ष एक या उससे अधिक अनिवार्य विषयों पर वे सहमत नहीं होते हैं वे सौदेबाजी सौदाकारी मे गतिरोध की स्थिति में आ जाते हैं गतिरोध एक अविरत उलझने वाला विषय है वहां एक बंद रहता है और एक अविरत उलझना गतिरोध हड़ताल का कारण बन सकता है हड़ताल के कुछ प्रकार विभिन्न प्रकार के हड़ताल होते हैं आपके पास सहानुभूति हड़ताल हो सकती है जब उद्योग में एक यूनियन दूसरे यूनियन के पक्ष में हड़ताल पर जाता है चाहे वे इस विषय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना होते हो केवल पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के लिए इसीलिए शायद एक होटल के कर्मचारी एक होटल के कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गए हो क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाता हो या उनकी लंबी कार्य अवधि हो और उस इलाके के दूसरे होटल भी उनके साथ पक्ष में होने का निर्णय करते हैं उन्हें सहयोग करने का निर्णय करते हैं और कहता है कि के कर्मचारी काम नहीं करेंगे या एक अस्पताल हड़ताल पर जाने का निर्णय करता है और दूसरे अस्पताल के लैब तकनीशियन कहते हैं हमारे लैब में हमें रक्षात्मक उपकरण नहीं दिए जाते हैं इसीलिए हम लोग हड़ताल पर जाएंगे भले ही हमारा प्रबंधन हमारा सहयोग कर रहा हो लेकिन हम यह सिर्फ सहयोग प्रदर्शित करने के लिए कर रहे हैं ताकि हो सकता है हमारे मालिक उनके मालिक को प्रभावित कर सके ताकि जो उनकी आवश्यकता है उन्हें प्राप्त हो जाए मुआवजा जिसमें वेतन लाभ शामिल है के लिए की गई हड़ताल आर्थिक हड़ताल है सरल है आप जानते हो यह स्वयं परिभाषित है यदि आप को पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की प्रवृत्ति होती है वे उच्च वेतन एवं लाभ की मांग करते हैं अनाधिकृत हड़ताल का संदर्भ स्वतः काम के रुकावट है जब कार्यकर्ता अपने एक साथी पर प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही से क्रोधित हो जाते हैं इसीलिए अनाधिकृत हड़ताल का संदर्भयदि संगठन द्वारा एक व्यक्ति को अनुशासित किए जाने से है आप जानते हैं तब वहां दूसरे कर्मचारी केवल सहयोग प्रदर्शित करने के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं तालाबंदी जब नियोक्ता सौदेबाजी सौदाकारी मे गतिरोध से पहले या दौरान अपने आप को और अस्वाभाविक आर्थिक कठिनाई से बचाने के लिए जब हड़ताल का समय महत्वपूर्ण वस्तुओं के बर्बाद होने की संभावना से बचने के लिए अपने कार्यों को बंद कर देता है तालाबंदी है तालाबंदी संभावित हड़ताल के प्रति नियोक्ता की प्रतिक्रिया है एक हड़ताल का मतलब वे चीजें हैं आप जानते हैं कर्मचारीगण दरवाजे को बंद करते हैं और उस पर अपना ताला लगा देते हैं और कहते हैं हम और कारखाने के अंदर नहीं जाएंगे कारखाने अंदर नहीं जाने देंगे नियोक्ता शायद इस प्रकार के हड़ताल का पूर्वानुमान लगा लेता है और तब शायद वे कारखाने को बंद करने का निर्णय लेते हैं और कुछ कर सकते हैं आप जानते हैं कभी कभी अपने उत्पादन कार्यों को अतिरिक्त सुविधाओं में स्थानांतरित कर देते हैं आपके पास चीजें हो सकती है जो खराब हो सकती है जो बर्बाद हो सकती हैजो आप जानते हैं कि आपको बहुत बड़ा आर्थिक वित्तीय बिगाड़ दिया जा सकता है इसीलिए आप कारखाने बंद कर देते हैं कर्मचारियों को ऐसा करने का मौका मिलने से पहले और आप दूसरे स्थान पर चले जाते हैं अनुबंध प्रशासन में कार्यस्थल पर श्रम अनुबंध के आवेदन तथा प्रवर्तन शामिल है तो आपके पास श्रम अनुबंध है और यह हैअनुबंध कैसे लागू किया जाता है शिकायत की प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया है की रचना श्रम अनुबंधों की व्याख्या से संबंधित विवादों को सुलझा ने के लिए की गई है इसके बारे में हम दूसरे व्याख्यान में बात करेंगे अनुबंध प्रशासन के कुछ लाभ हैं यह कर्मचारी को प्रबंधन के समक्ष के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित है इस प्रकार के कर्मचारी यूनियन के परिचय के रूप में जाने जाते हैं इसीलिए हम यूनियन को संगठन का अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देते हैं यूनियन के पास शायद उतनी धनराशि ना हो संगठन के रूप में हमारे पास अधिक संसाधन हैं इसीलिए संगठन के रूप में आप कर्मचारियों को अपना बचाव करने का मौका देते हैं मध्यस्थताप्रक्रिया जैसी है जो दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य मध्यस्थएक बाहर से चयनित तटस्थ व्यक्ति होता है उसे बाहर का नहीं होना चाहिए उसे बाहर का होना चाहिए इस वर्तनी की गलती का मुझे खेद है उसका चयन कारखाने के बाहर से होना चाहिए इसीलिए आप कहते हैं हम इनके यूनियन के प्रबंधक को नहीं चाहते हैं आप यूनियन के प्रबंधक को वेतन दे रहे हैं इसीलिए वह व्यक्ति जो हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहा है शायद हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाएगा मध्यस्थ एक तटस्थ व्यक्ति है एक मध्यस्थ से दोनों पक्षों को लाभ होगा इसीलिए मध्यस्थ पर हम दोनों यूनियन और संगठन के पास समान नियंत्रण या समान शक्ति होगी मध्यस्थ पर विश्वास करें दोनों की हितों की समान रूप से रक्षा करेगा और मध्यस्थता न्यायिक प्रक्रिया जैसी है जो दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य है आप जानते हैं लगभग न्यायिक शिकायत प्रक्रिया के चरण जब हम शिकायत प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं शिकायत प्रक्रिया कैसे संचालित की जाती है कर्मचारी यूनियन के प्रबंधक तथा वर्तमान पर्यवेक्षक को अपनी शिकायत के बारे में मौखिक जानकारी देता है इसीलिए आप अपने पर्यवेक्षक के पास जाते हैं पर्यवेक्षक शायद कुछ शिकायत के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हो और तब कर्मचारी अपनी लिखित शिकायत संगठन में यूनियन के प्रबंधक तथा अपने वर्तमान पर्यवेक्षक को देता है तो आप पहले अपने वरिष्ठ सहयोगियों से मौखिक रूप में बात करते हैं तब अपनी लिखित शिकायत संगठन के लोगों को देते हैं यदि इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तब आप इसको बढ़ाकर यूनियन के प्रबंधक के पर्यवेक्षक के पास जाते हैं और फिर भी यदि यह हल नहीं होता है आप मध्यस्थ का सहारा लेते हैं शिकायतों के प्रकार आपके पास अनुबंध व्याख्या की शिकायत है जो श्रम अनुबंधों भाषा में अस्पष्टता से संबंधित है और इस अस्पष्टता के कारण किसी भी असुविधा का कारण है अनुबंध की व्याख्या का मतलब है कि किसी तरह से अनुबंध अस्पष्ट है यह बहुत जटिल भाषा में लिखी हुई है और आप अनुबंध की शर्तों को समझने में समर्थ नहीं है और इसीलिए आपने शिकायत दर्ज की है कर्मचारी के अनुशासन की वजह से शिकायत का संबंध उचित प्रक्रिया के उपयोग के साथ है तो कर्मचारी की संभावित अनुशासनहीनता से संबंधित है इसलिए यदि कर्मचारी अनुशासनहीन है आप जानते हैं कर्मचारी ने वैसा व्यवहार किया है जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं है और उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तब भी शिकायत के रूप में आगे जा सकता है यूनियन शिकायत प्रक्रिया के लाभ पहला लाभ यह है कि यह कर्मचारियों को प्रबंधन के एकपक्षीय निर्णयों से रक्षा करता है संगठनात्मक न्यायिक तंत्र है यूनियन शिकायत प्रक्रिया है वो प्रक्रियाएं हैं आप जानते हैं यूनियन को उनका उचित अधिकार पाने में मदद करता है शिकायत की प्रक्रिया प्रबंधन को झगड़ों को शीघ्रता तथा दक्षता से निपटाने में मदद करता है अन्यथा ये अदालत पहुंच जाएंगे या इसका परिणाम काम में रुकावट हो सकता है शिकायत प्रक्रियाएं प्रबंधन की मदद करता है आप जानते हैं आपके पास शिकायत की प्रक्रियाएं हैं और ये आदर्श प्रक्रियाएं हैं जो झगड़ों के समाधान में मदद करती हैं प्रबंधन शिकायत की प्रक्रिया को आरोही संप्रेषण प्रणाली के रूप में कर्मचारियों की निगरानी तथा कार्य या कंपनी की नीतियों के साथ कर्मचारी असंतोष के स्रोत को सही करने के लिए कर सकती है मानव संसाधन प्रबंधन पर यूनियन के प्रभाव मानव संसाधन प्रबंधन को यूनियन कैसे प्रभावित करता है आपके पास स्टाफिंग है स्टाफिंग को प्रभावित कर सकता है कर्मचारी के विकास को प्रभावित कर सकता है यह वेतन को प्रभावित कर सकता है यह कर्मचारी संबंधों को प्रभावित कर सकता है आप लोगों का बहुत धन्यवाद मेरे पास इतना ही है मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद अगले व्याख्यान में हम अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन लेंगे